हैलो आज मैं संचार से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं और जिसे कम्युनिकेशन स्टाइल्स कहा जाता है इसलिए मैं शुरुआत में थोड़ी सी बात कर रहा हूं कि हम वास्तव में संचार के बारे में क्या समझते हैं और फिर धीरे धीरे मैं इस विषय पर विचार करूंगा मैं यह कहना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है और इसे "कम्युनिस" कहा जाता है जिसका अर्थ 'बातें आम बनाना है" जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संचार यह एक दो तरह की प्रक्रिया है और अगर हम कुछ सामान्य करने में सक्षम नहीं हैं यह संचार नहीं है संचार तभी प्रभावी होगा जब हम बातचीत कर रहे हों बात कर रहे हों और सुन रहे हों अर्थात यह दोनों तरीकों से चल रहा हो अब आज मैं संचार शैली के बारे में बात करने जा रहा हूं जो इस क्षेत्र में वास्तव में बहुत ही दिलचस्प विषय है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को संचार शैली के बारे में उसके व्यवहार में कुछ अनूठा मिला है इसलिए मैं कुछ स्लाइड दिखाना चाहूंगा और फिर आगे बताऊंगा हमारे संचार की गुणवत्ता और हमारे जीवन की गुणवत्ता के बीच एक सीधा संबंध है हर दिन सुबह से शाम तक हम विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ संवाद करते हैं इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या संवाद करते हैं लेकिन यह अभी भी अधिक महत्वपूर्ण है कि हम कैसे संवाद करते हैं यह बहुत मायने रखता है क्योंकि बदलते समय के साथ लोग बहुत संवेदनशील हो गए हैं और जब भी हम लोगों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं हमें अपने संचारी व्यवहार के बारे में बहुत जागरूक होना पड़ता है इसलिए पाठ्यक्रम की सामग्री महत्वपूर्ण है लेकिन आज मैं इस शैली के बारे में अधिक जोर देने जा रहा हूं इसका मतलब है कि हम कैसे संवाद करने जा रहे हैं दूसरे के साथ प्रभावी संचार की दिशा में पहला कदम अपने आप से सफल संचार है अब यहां मैं संचार से संबंधित कुछ कहना चाहूंगा जिसे हम अक्सर दूसरों के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि एक व्यक्ति कैसे संचारक है लेकिन साथ ही यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने साथ कैसे संवाद करते हैं वास्तव में यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे इंट्रपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है जिसका अर्थ है कि इससे पहले कि हम दूसरों के साथ संवाद करना शुरू करें हमें बहुत परिपक्व होना होगा कि मेरे साथ मेरा संचार बहुत प्रभावी हो मैं इस बारे में विस्तार से तब बात करूँगा जब मैं इस विषय पर चर्चा करूँगा अगर हम अपने स्वयं के बारे में बहुत अधिक आश्वस्त हैं और स्वयं से संबंधित बहुत सी चीजें हैं जो मैं अपने अगले विषय पर चर्चा करूंगा अब हमें या तो साथ रहना सीखना होगा या समय से पहले अकेले मरने की संभावना बढ़ जाएगी यह बहुत महत्वपूर्ण है समय बदल गया है और आप देखते हैं कि हमें कई काम करने हैं हमें दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है और हमें दूसरों की भावनाओं और व्यवहारों को समझना है ऐसा नहीं है कि जो भी मुझे उचित लगता है वह अंतिम चीज है जिसे हमें महसूस करना होगा हमें कार्य शैली को समझना होगा हमें कुछ चीजों को करने के लिए लोगों को साथ लेकर चलना होगा मैं अपने प्रयासों में बहुत ईमानदार और ऊर्जावान हो सकता हूं लेकिन एक ही समय में हमें अपने साथियों के साथ अपने समूहों के साथ अपने सहयोगियों के साथ काम करने की समझ और आदतें विकसित करनी होंगी तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही सब कुछ कर सकता हूं मेरे व्यक्तिगत प्रयास बहुत महत्वपूर्ण हैं लेकिन साथ ही हम दूसरों के इनपुट दूसरों के व्यवहार दूसरों की समझ को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं संचार की शैली कई समस्याओं का स्रोत हो सकती है विवाह परामर्शदाता और तलाक के वकील बताते हैं की संयुक्त राज्य अमेरिका में तलाक अथवा संबंध विच्छेद के सबसे बड़े कारण संचार में ब्रेकडाउन है सार्वजनिक रूप से बोलने का सबसे अधिक भय लोगों में से एक है यहां तक कि वे मृत्यु से भी अधिक डरते हैं इसलिए संचार हमारे जीवन में कुछ बहुत ही अनूठा और दिलचस्प है और जैसा कि हम समझ सकते हैं कि यह कई समस्याओं का स्रोत हो सकता है क्योंकि हम जो भी बोल रहे हैं लोग कभी कभी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं लेकिन वे इसे अपने पास रखते हैं और बाद में इसकी प्रतिक्रिया आ सकती है इसलिए हमें संचार के प्रत्येक पहलू में बहुत सावधान रहना होगा जो हम बोल रहे हैं स्थिति को समझ रहे हैं संदर्भ को समझ रहे हैं और उस व्यक्ति के मूड को उस विशेष क्षण में समझ रहे हैं अगर हम वास्तव में रुचि रखते हैं कि हमारा संचार प्रभावी होना चाहिए आम तौर पर लोग हम जो कहते हैं इसके बजाय कैसे कहा गैया पर प्रतिक्रिया करते हैं तो यह कैसे बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग संचार के विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस क्षेत्र में कई संख्या की पुस्तके लिखी है और शैलियों के महत्व पर जोर दिया है और उन्होंने उस तरीके पर जोर दिया है जिस तरह से हम संवाद करते हैं और लोगों के साथ बातचीत करते हैं इसलिए किसी ने कहा है कि प्रेरणा ही सब कुछ है और लोगों को प्रेरित करने का एकमात्र तरीका उनके साथ संवाद करना है हमें संवाद करना होगा लोगों से अपनी भाषा में बात करना जरूरी है जब मैं अपनी भाषा में कहता हूं इसका मतलब यह नहीं है कि मूल रूप से वह भाषा जो कोई व्यक्ति बोल रहा है भाषा के भीतर एक भाषा है जिसका अर्थ है हमें महसूस करने वाले व्यक्तियों को समझना होगा व्यक्तियों के मूड व्यवहार जिस तरह से वह या वह चीजों को समझेंगे समय संदर्भ और केवल अगर आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं तो हम बेहतर स्थिति में हो सकते हैं संचार शैली वह भाषा जो सभी भाषाओं के भीतर मौजूद है और हमें यह दिखाती है कि दूसरों को हमें मौत के घाट उतारने के लिए शैली का उपयोग कैसे करना है हम सभी समझते हैं कि ऐसे लोग हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं जो अपने अनुयायियों को इस तरह से प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं यह कुछ भी नहीं है यह केवल संचार का एक महत्व है ये लोग उनके साथ कैसे संवाद कर रहे हैं और ये लोग इतने अधिक शामिल हो जाते हैं इतने प्रभावित होते हैं कि वे जो कुछ भी कहते हैं वह करने के लिए तैयार होते हैं तो एक तरह से संचार जीवन के सभी पहलुओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है अब इस शैली का वास्तव में क्या मतलब है शैलियों का अर्थ है जिस तरह से हम संवाद करते हैं संचार शैली पसंद का विषय है प्रभावी संचारकों ने एक से अधिक शैली का उपयोग करने की क्षमता विकसित की हम सभी के पास दूसरों के साथ संवाद करने और बातचीत करने का एक विशेष तरीका है लेकिन दो लोगों के समान संचार पैटर्न नहीं हो सकते हैं हर एक का बात करने का अपना तरीका है इसलिए यह समझना होगा कि लोग कैसे बोल रहे हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम दूसरों की शैली को नहीं बदल सकते हैं लेकिन साथ ही हम समझ सकते हैं और यदि हम दूसरों की शैलियों के बारे में बेहतर समझ रखते हैं तो शायद यह परिवर्तन आसान हो जाता है काम करने के लिए अपनी खुद की शैली को समायोजित करने के लिए संचार को प्रभावी बनाने के लिए क्योंकि कई बार यह बहुत मुश्किल होता है और यहां तक कि दूसरों को बताना असंभव है कि आप इस तरह से बात मत करो लेकिन कम से कम यदि आप के पास उचित समझ हो तो हम खुद को बदल सकते हैं हमें उस तथ्य को स्वीकार करने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए और स्थिति के आधार पर अगर हम अपनी शैली को बदलने में सक्षम हैं तो हम बेहतर स्थिति में होंगे अब मैं विभिन्न प्रकार की शैलियों के बारे में बात करने जा रहा हूँ वास्तव में विशेषज्ञों द्वारा लिखी या समझी जाने वाली शैलियों की अधिक संख्या है लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से पाया कि तीन शैलियां नामक नोबल सोक्रेटिक और रिफ्लेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है नोबल बहुत अरिस्टोटेलियन है सोक्रेटिक सोक्रेटस के समान है और रिफ्लेक्टिव प्लेटो की याद दिलाता है वास्तव में ये नाम इस महान ग्रीक दार्शनिकों के नामों के लिए सामने आए हैं और इन सभी संचार शैलियों के पीछे एक अर्थ है इसलिए मैं पहले एक के साथ शुरुआत करूंगा जिसे नोबल कम्युनिकेशन परिसरThe Noble Communication Premise कहा जाता है तो वास्तव में महान संचारक क्या है या अगर मैं बहुत संक्षेप में यह कहूं तो यह इस तरह से होगा कि वे हमेशा सच बोलना पसंद करते हैं वे अगर और लेकिन में बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं और वे बात की सीधे अंक पर आएंगे तो यहाँ हम कह सकते हैं कि नोबल एक सच्चा आस्तिक है जो संचार संपर्क में एक माध्यमिक भूमिका निभाने के लिए स्वयं की व्यक्तिगत भावनाओं की अपेक्षा करता है नोबल का मानना है कि संचार का प्राथमिक उद्देश्य सूचना और ईमानदार राय का आदान प्रदान है इसलिए ये लोग उन क्रेडिट का आनंद लेते हैं जो वे आनंद लेते हैं और वे हमेशा पसंद करते हैं कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं यह वह है वे सच बोलेंगे वे मन की बात करेंगे वे कभी परेशान नहीं करेंगे कि दूसरे व्यक्ति क्या सोच रहे हैं दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं बल्कि जो भी उनके मन में आता है वे तब और वहां के परिणामों को समझे बिना बोलेंगे क्योंकि हम इंसान हैं और कई बार शायद व्यक्ति के चेहरे पर सीधे बोलना बहुत व्यावहारिक नहीं है इसलिए कभी कभी यह बहुत प्रभावी भी नहीं हो सकता है लेकिन उनके स्वभाव के कारण उनके बहुत व्यवहार के कारण वे हर समय अभ्यास करते हैं या वे इस तरीके से संवाद करते हैं इसलिए जब मैं इन संचार शैलियों की व्याख्या करने जा रहा हूं तो प्रत्येक संचार शैली को कुछ कमजोरियां कुछ ताकतें मिली हैं जिनका मैं भी उल्लेख करना चाहूंगा इस प्रकार के संचारकों की ताकत क्या है वे बहुत मुखर बहुत संगठित बहुत ही केंद्रित होते हैं और अपने स्वभाव के कारण जब भी वे बोलते हैं उन्हें विश्वसनीयता मिलती है वे एक एनिमेटेड तरीके से बोलते हैं और उन्हें उनके व्यवहार के कारण एक अच्छा नेता माना जाता है तो ये उनकी ताकत हैं लेकिन साथ ही साथ उन्हें कुछ कमजोरियाँ भी मिली हैं कई बार इस तरह के लोग इस तरह के संचारक बहुत आक्रामक हो जाते हैं वे आम तौर पर असावधान होते हैं आम तौर पर इस तरह के लोग परिपूर्ण होते हैं पूर्णतावादियों का मतलब है कि वे चाहते हैं कि प्रत्येक और सब कुछ परिपूर्ण होना चाहिएवे निरपेक्षता में विश्वास करते हैं लेकिन यह कुछ बहुत व्यावहारिक नहीं है कई बार कुछ अंतराल हो सकता है या कुछ चीजें हो सकती हैं जो 100 प्रतिशत सच नहीं हो सकती हैं लेकिन ये लोग हमेशा उम्मीद करते हैं कि सब कुछ हर तरह से सही होना चाहिए और वे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इसका मतलब है कि वे आम तौर पर असहिष्णु हैं इसका कारण उनके व्यवहार के कारण बहुत सरल है क्योंकि वे सीधे आगे बढ़ते हैं क्योंकि वे सोचते हैं वे प्रत्यक्ष और सीधे आगे होने का गर्व करते हैं और इन गुणों के कारण वे इन चीजों के बारे में कभी परेशान नहीं करते हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से ये चीजें उनकी कमजोरी बन जाती हैं अब अगली संचार शैली जिसे सोक्राटिक संचार शैली कहा जाता है यहां आकर मैं सिर्फ यह पढ़ूंगा कि वास्तव में सोक्राटिक का अर्थ क्या है सोक्रेटिक वह व्यक्ति है जो वक्रपटूता और विवरणों के विश्लेषण से सबसे अधिक चिंतित है वह मानता है कि संचार मौखिक बातचीत का प्राथमिक उद्देश्य है अब ये वे लोग हैं जो मानते हैं कि संचार का मतलब लोगों के साथ बातचीत करना है उन्हें बात करने में आनंद आता है उन्हें बात करना पसंद है जब भी उन्हें अवसर मिलता है वे लोगों के साथ बात करना पसंद करते हैं तो ये लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं भाषा पर इनकी बहुत अच्छी कमांड होती है ये सक्षम होते हैं ये एक अच्छी बयानबाजी करते हैं बोलने की कला का विकास करते हैं और इन्हें लोगों के साथ बहुत जानकारी होती है और जब भी मौका मिलता है वे मज़े लेते हैं तो सोक्राटिक का अर्थ है कि वे बहुत बातूनी हैं वे बहुत विश्लेषणात्मक हैं उनके पास बहुत सारी जानकारी है वे लोगों को मनाने की कोशिश करते हैं हमारे समाज में हमारे कार्यस्थल में या कहीं भी जब भी हम यात्रा कर रहे होते हैं तो हमारे पास ऐसे कई प्रकार के लोग आते हैं जिनसे वे बात करना पसंद करते हैं वे बात करते हैं और बात करने का मतलब है कि कोई यह कह सकता है कि यह उनकी आदत है और वे बचपन से ही इस तरह की आदत विकसित करते हैं कोई यह देख सकता है कि ऐसे लोग हैं जो कम बोलते हैं और ऐसे लोग हैं जो बात करते रहते है उन्हें बात करने में मज़ा आता है उन्हें बात करना पसंद है इसलिए जब भी उन्हें मौका मिलेगा वे बात करेंगे यदि आप बहुत सरल बात पूछें तो वे एक या दो वाक्यों में नहीं बताएंगे बजाय इसके कि वे कई मिनटों तक बात करते रहेंगे तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि व्यक्ति बहुत अधिक बात कर रहा है लेकिन इस प्रकार के लोग कुछ प्रकार की नौकरी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं उदाहरण के लिए कहें जो सेल्स पर्सन हैं या सेल्स वुमन सेल्समैन हैं और अगर उन्हें परफॉर्म करने के लिए इस तरह का टास्क दिया जाता है तो वे इसे बहुत अच्छी तरह से करते हैं जिस क्षण वे ग्राहक से मिलते हैं वे इस तरह से बात करते हैं कि और उन्हें चीजों को दिखाने के लिए राजी करते हैं और साथ ही वे कुछ चीजें खरीदने के लिए राजी होते हैं तो ये लोग कुछ खास तरह की नौकरी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन साथ ही ये लोग दूसरों के लिए समस्या पैदा करते हैं जब समय कम होता है या लोग अब सुनने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं लेकिन अपनी इसी आदत के कारण वे बात करते रहते हैं तो पहले एक नोबल कम्युनिकेटर की तरह यह दूसरा जो कि सोक्राटिक कम्युनिकेटर है उसमें कुछ खास खूबियां होने के साथ साथ कमजोरियां भी हैं तो पहले क्या ताकत हैं बयानबाजी का मतलब बोलने की बहुत अच्छी कला है वे बहुत अच्छी भाषा शब्द और वाक्यों का उपयोग कर सकते हैं दूसरों को समझाने के लिए वे दूसरों को मना सकते हैं और वे चीजों का विश्लेषण कर सकते हैं वे बहुत अच्छी तरह से हैं वे बहुत सारे विवरण दे सकते हैं और बहुत सारी जानकारी के कारण उन्हें विश्वसनीयता प्राप्त होती है उन्हें चीजों को दर्शाने के बारे में बहुत अच्छा विचार है मैं कुछ सरल उदाहरण दे सकता हूं जैसे कि अगर आप संयोग से इस प्रकार के लोगों से मिलते हैं और बस आप पूछते हैं कि मैं किसी विशेष स्थान पर कैसे जा सकता हूं तो वे आपको जगह नहीं समझाएंगे बल्कि वहां वे पूछना पसंद करेंगे कि आपका नाम क्या है आप कहां से आए हैं आप क्यों आए हैं और अनावश्यक रूप से वे बात करेंगे जो शायद आपको पसंद न आए इसलिए उनके पास बहुत से अच्छे विचार हैं जो कि चीजों को विस्तृत व्याख्यायित करते हैं इस तरह के संचारकों की कुछ कमजोरियां हैं बयानबाजी कठोरता का मतलब है कि वे बहुत कठोर हैं वे अच्छे श्रोता नहीं हैं इसका मतलब है कि वे हर समय बोलने और बोलने की कोशिश करेंगे और यदि कोई व्यवधान है तो उन्हें रुकावट पसंद नहीं है दूसरे को इन लोगों को बाधित नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें लगता है कि वे जो भी कह रहे हैं वह अंतिम है यह अच्छा है और हर कोई उन्हें सुनने के लिए माना जाता है और शब्दाडंबर मैंने पहले ही समझाया है कि वे बहुत मुखर बहुत बातूनी हैं अहंकार का अर्थ है कि वे कई बार अहंकारी हो जाते हैं क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है और कह रहा है कि वे क्यों दोहरा रहे हैं तो वे बहुत अधिक समय ले रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं होगा और वे प्रतिक्रिया करेंगे और कभी कभी वे असभ्य भी हो जाते हैं और स्वमतभिमानडोगराटिज़्म Dogmatism का अर्थ है कि वे जो कुछ भी महसूस करते हैं कह रही है वे प्राधिकरण के साथ कह रहे हैं जो शायद दूसरों को पसंद न आए इसलिए ये इस तरह के लोगों की कमजोरियां हैं अब तीसरे प्रकार के संचारक के पास आना जिसे रिफ्लेक्टिव कम्युनिकेटर कहा जाता है और यह चिंतनशील संचार आधार है अब चिंतनशील का मानना है कि संचार का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तिगत संबंध का रखरखाव या उन्नति है सूचना अभिव्यक्ति या राय और मूर्त परिणाम के सटीक संचरण संचार मुठभेड़ में एक माध्यमिक भूमिका निभाते हैं तो यह चिंतनशील संचारक मूल रूप से वे व्यक्ति हैं जो बहुत विनम्र हैं और वे कई बार सोचते हैं इससे पहले कि वे लोगों के साथ बातचीत करें उनके लिए संचार का प्राथमिक उद्देश्य संबंधों का रखरखाव और उन्नति है वे हमेशा सोचते हैं कि उन्हें ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जो अनावश्यक रूप से दूसरों के लिए समस्या पैदा करे या दूसरों को गुस्सा दिलाये दूसरों को नाराज करे दूसरों को बुरा महसूस कराये इसलिए ये लोग हमेशा बहुत सतर्क रहते हैं और हमेशा सोचते हैं कि हमें कभी भी कोई समस्या नहीं बनानी चाहिए रिश्ते में अपने संचार व्यवहार के माध्यम से किसी भी समस्या का निर्माण नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लोग बहुत संवेदनशील होते हैं और वे वास्तव में बहुत अच्छे श्रोता होते हैं जब भी कोई व्यक्ति बातचीत कर रहा होता है उन्हें वे धीरज से सुनेंगे और न केवल सुनेंगे बल्कि वे कुछ समाधान देने की कोशिश करेंगे वे समस्याओं को दूर करने के तरीकों का पता लगाने की कोशिश करेंगे वे जो भी संभव है मदद करने की कोशिश करेंगे इसलिए ये लोग बहुत संवेदनशील होते हैं और बहुत अच्छे श्रोता होते हैं जिनमें बहुत धीरज होता है और वे सोचते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिश्ते का रखरखाव क्योंकि यह कुछ बहुत ही सरल बनाने या टूटने वाला रिश्ता है जो काफी हद तक हमारे संचार व्यवहार पर निर्भर करता है संबंध बनाने में कई साल लग जाते हैं संबंध बनाने में महीनों लग जाते हैं लेकिन इसमें टूटने सिर्फ एक या दो शब्द लगेंगे इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इस प्रकार के संचारक अपने संचार व्यवहार के बारे में बहुत सतर्क होते हैं अब पिछली दो संचार शैलियों की तरह इस तरह के लोगों को कुछ ताकत के साथ साथ कुछ कमजोरियां भी मिली हैं इसलिए पहले मैंने उनकी खूबियों के बारे में बताया सटीकता इसका मतलब है कि वे बहुत सटीक हैं क्योंकि वे बहुत अच्छे श्रोता हैं इसलिए वे सटीकता के साथ सब कुछ सुनते वे जो भी जानकारी देते हैं वह बहुत सटीक है धीरज उनके पास सुनने के लिए बहुत सारा धीरज हैं सहायक वे लोगों की सहायता के लिए आगे आने के लिए मदद करते हैं जो मुद्दों के लिए बहुत खुले हैं समस्या के लिए चर्चा और सुलह के लिए इस तरह के लोग इसका मतलब यह मानते हैं कि अगर उन्हें कुछ कड़वा अनुभव था या दूसरों के साथ कुछ समस्या थी तो सहकर्मियों के साथ कुछ समस्या थी वे बस माफ कर देंगे और भूल जाएंगे ऐसा नहीं है कि वे उस मुद्दे घटना को हमेशा याद रखेंगे इसलिए वे सामंजस्य और सहानुभूति रखते हैं इस तरह के लोगों में दूसरों के लिए बहुत अधिक सहानुभूति होती है सहानुभूति और हमदर्दी के बीच अंतर होता है सहानुभूति का अर्थ है अपने आप को उस विशेष स्थिति में रखना और मुद्दों समस्या को समझने की कोशिश करना इसलिए वे हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर कोई समस्या है तो समस्या को हल करने की कोशिश करें मदद करने की कोशिश करें समर्थन करने की कोशिश करें सुझाव देने की कोशिश करें चाहे जो भी उचित लगे इसलिए ये लोग कह सकते हैं कि इन पहलुओं में बहुत अच्छा है लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंसान हैं इसलिए ये गुण हमेशा सभी संदर्भों में अच्छे नहीं हो सकते हैं इसलिए इन लोगों को कुछ कमजोरियां भी मिली हैं और ये कुछ कमजोरियां हैं जो इस तरह हैं निष्क्रियता ये लोग बहुत सक्रिय नहीं हैं एक बैठक में चर्चा में ये लोग सुनेंगे और वे कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे इसलिए वे केवल बेकार बैठे हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हर समय वे सोच रहे हैं कि अगर वे कुछ कहते हैं तो शायद कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते हैं और यदि वे दूसरों पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो उन्हें गुस्सा आएगा या अन्य लोग असंतुष्ट हो जाएंगे इसलिए हमेशा वे किसी तरह से दुविधा में रहते हैं कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है और इन व्यवहारों के कारण वे असुरक्षित हो जाते हैं क्योंकि दूसरे जो कुछ भी कह रहे हैं उसके लिए वे मान लेते हैं वे मान लेते हैं और जिस तरह से चाहें निर्णय का उपयोग करते हैं इसलिए वे शिकार बन जाते हैं वे मोहरा बन जाते हैं वे बहुत कमजोर होते हैं और उनकी अभद्रता का मतलब है कि वे निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं और परिणामस्वरूप वे अविश्वसनीय हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि इस तरह के लोग कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं इसलिए उन्हें इसका कोई श्रेय नहीं मिल रहा है इसलिए मैंने आपको तीन प्रकार के संचार शैलियों के बारे में बताया है जिन्हें नोबल कहा जाता है जो बहुत ही सीधे और सीधे आगे होते हैं अन्य एक सोक्राटिक हैं जो बहुत बातूनी हैं और उन्हें बात करना बहुत पसंद है और वे दूसरों को रिझाने की कोशिश करते हैं और तीसरा एक चिंतनशील संचार शैली है इसका मतलब है वे बहुत विनीत और सभ्य और विनम्र हैं " टु बोर्न अ जेंटलमेन ईस अ आक्सीडेंट बट टु डाई अ जेंटलमैन ईस अ अचीवमेंट"be born a gentleman is an accident but to die a gentleman is an achievement एक सज्जन एक सफल संचालक एक अच्छा शिक्षक या एक अच्छा पति या पत्नी एक पिता या पुत्र बनने के लिए यह माना जाता है कि किसी को प्रभावी संचार की कला और विज्ञान सीखना चाहिए इससे व्यक्तियों को न केवल दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद मिलेगी बल्कि एक सार्थक और सफल जीवन जीने में मदद मिलेगी तो दोस्तों जीवन को सार्थक होना चाहिए सफलता बहुत महत्वपूर्ण है और जीवन को सार्थक बनाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझने की कोशिश करें हमें अपने संचार व्यवहार में हमारी शैली मे विशेष रूप से थोड़ा सतर्क होने में सक्षम होना चाहिए और अगर हम दूसरों की शैलियों को समझने में सक्षम हैं और हम अपनी शैली को समायोजित करने की कोशिश करते हैं तो हम बेहतर स्थिति में होंगे उदाहरण के लिए यदि संचार व्यवहार से हम समझते हैं कि व्यक्ति एक महान संचारक है तो हमें भी उस तरह का व्यवहार करना चाहिए यदि कोई व्यक्ति सोक्राटिक है जो बहुत बातूनी है हमें उन्हें सुनने के लिए धीरज रखना चाहिए और यदि कोई व्यक्ति चिंतनशील प्रकार का संचारक है अगर हम ऐसा व्यवहार करते हैं हम दूसरों की तुलना में बेहतर स्थिति में होंगे क्योंकि यह आवृत्ति से मेल खाएगा और एक दूसरे को समझना बेहतर होगा क्योंकि संचार का पूरा उद्देश्य यह है कि हमारे संचार को प्रभावी कैसे बनाया जाए और हम अपना काम कैसे कर सकते हैं इसलिए हमें इस तरह की रणनीतियों को विकसित करना होगा सभी प्रकार की संचार शैलियाँ बहुत अच्छी हैं केवल हमें यह समझना होगा कि कौन सा उचित संदर्भ और स्थिति में सबसे अच्छा होगा और यदि आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो शायद हम होंगे एक बेहतर स्थिति में होंगे और हमारे पास दूसरों के साथ प्रभावी संचार होगा इसलिए इसके साथ मैं इस व्याख्यान को समाप्त करता हूं जो संचार शैलियाँ हैं आपका बहुत धन्यवाद